विशेष रूप से हमने चर्चा की कि क्यों अन्य प्रणालियों के विश्वसनीयता आकलन की तुलना में सॉफ़्टवेयर विश्वसनीयता आकलन बहुत कठिन समस्या है हमने सॉफ्टवेयर की विशिष्ट विशेषताओं को देखा जो विश्वसनीयता अनुमान को मुश्किल बनाते हैं हमने कुछ मेट्रिक्स के बारे में भी चर्चा की जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है यह व्याख्यान हमें पहले सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता आकलन तकनीकों को देखने देता है हम मूल रूप से सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता आकलन के लिए दो मुख्य तकनीकों पर चर्चा करेंगे एक विश्वसनीयता विकास मॉडलिंग है और दूसरा सांख्यिकीय परीक्षण है जिसे हम उसी के साथ शुरू करते हैं तो हम जिस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन दिया जाए जिससे हम एप्लिकेशन की विश्वसनीयता का अनुमान लगा सकें आवेदन विकसित स्थापित और चल रहा है हमारा काम आवेदन की विश्वसनीयता का अनुमान लगाना है हमें आवेदन की विश्वसनीयता के लिए एक मात्रात्मक मूल्य की आवश्यकता है विकल्पों में से एक विश्वसनीयता विकास मॉडलिंग है हम सिर्फ विश्वसनीयता वृद्धि मॉडलिंग वक्र के साथ विफलता दर को मैप करने का प्रयास करते हैं और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आंदोलन में कुछ समय बीतने के बाद सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता क्या है हम एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग की विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के तरीके के रूप में इस तकनीक विश्वसनीयता वृद्धि मॉडलिंग को देखेंगे हम सांख्यिकीय परीक्षण को देखेंगे यह आवेदन की विश्वसनीयता का अनुमान लगाने का एक और तरीका है तीसरी तकनीक विश्वसनीयता को मापने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके हैं यहां हम वास्तव में विफलता दर को नहीं देखते हैं और विश्वसनीयता को मापते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर की विशेषताओं के आधार पर उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर के विभिन्न मेट्रिक्स प्रति उपयोग मामलों के प्रति कॉल मामलों की जटिलता मैट्रिक्स संख्या और इसी तरह इसलिए आवेदन के लिए एकत्र किए गए मीट्रिक के एक सेट के आधार पर हम विश्वसनीयता की भविष्यवाणी कर सकते हैं हम अप्रत्यक्ष साधनों पर नहीं देखेंगे हम केवल विश्वसनीयता वृद्धि मॉडलिंग और सांख्यिकीय परीक्षण पर ध्यान देंगे हमें शुरू करने के लिए विश्वसनीयता विकास मॉडलिंग को देखें एक विश्वसनीयता वृद्धि मॉडल समय के साथ सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता वृद्धि का एक ग्राफिकल मॉडल है चूंकि विभिन्न त्रुटियों का पता लगाया जाता है और सॉफ्टवेयर में परिवर्तन की विश्वसनीयता में संशोधन की जाती है और हम समय के साथ मॉडल बनाते हैं कि विश्वसनीयता कैसे बढ़ेगी ऐसी विश्वसनीयता वृद्धि मॉडल का उपयोग यह है कि हम कह सकते हैं कि कुछ समय बाद सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता क्या होगी हम इस मॉडल का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए भी कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता की मात्रात्मक आवश्यकता को देखते हुए परीक्षण को कब तक चलने की आवश्यकता होगी क्योंकि जैसे जैसे परीक्षण होता है अधिक से अधिक बग का पता लगाया जाता है और तय किया जाता है कि आवेदन के लिए एक निश्चित स्तर की विश्वसनीयता दी गई है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह परीक्षण करने के लिए कितना लंबा है 2 सप्ताह एक महीने 2 महीने यह विश्वसनीयता वृद्धि मॉडल का एक और उपयोग है सबसे सरल विकास मॉडल स्टेप फंक्शन मॉडल है जो इसके पुराने मॉडल को बहुत सरल करता है लेकिन फिर यह सहज भी है और अन्य अधिक परिष्कृत विश्वसनीयता विकास मॉडल के लिए एक पृष्ठभूमि बनाता है यहां बुनियादी धारणा यह है कि हर बार विफलता होने पर संबंधित त्रुटि का पता लगाया जाता है और उसे ठीक किया जाता है और सॉफ्टवेयर में त्रुटियों की संख्या कम हो जाती है इसलिए विश्वसनीयता बढ़ जाती है इस मॉडल द्वारा की गई सरल धारणा यह है कि सभी त्रुटि सुधार आदर्श हैं और त्रुटि को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए त्रुटि को ठीक करता है इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है कि इसके द्वारा कोई अन्य बग पेश नहीं किए जाते हैं और यह भी कि हर बार एक त्रुटि तय हो जाती है विश्वसनीयता में एक नियत मात्रा में वृद्धि होती है बहुत सादगीपूर्ण मॉडल जिसे हम पहले से ही सॉफ़्टवेयर विश्वसनीयता के हमारे सहज ज्ञान के आधार पर जानते हैं कि त्रुटि सुधार पर विश्वसनीयता वृद्धि स्थिर नहीं है प्रारंभ में सॉफ़्टवेयर के मूल में जो बग्स होते हैं वे उजागर हो जाते हैं क्योंकि वे विफलता का कारण बनते हैं क्योंकि वे लगातार असफलता का कारण होते हैं और वे पहले पता लगाने वाले होते हैं और मूल भाग में बग्स को ठीक करने से सॉफ़्टवेयर के दूरस्थ भाग में मौजूद बग को ठीक करने की तुलना में अधिक मात्रा में विश्वसनीयता बढ़ जाती है तो अनुमान बहुत सरल हैं लेकिन फिर इसका उपयोग कुछ अनुमान के साथ विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है मॉडल का चित्रमय प्रतिनिधित्व यह स्टेप फंक्शन है y अक्ष पर समय है और x अक्ष पर विफलता की दर और और प्रत्येक बार विफलता होने पर विफलता की घटना की दर नीचे आती है विश्वसनीयता में सुधार होता है और कितनी बार त्रुटियों की खोज की जाती है और इस आधार पर हम इस मॉडल पर फिट हो सकते हैं और किसी दिए गए एप्लिकेशन की विश्वसनीयता का अनुमान लगा सकते हैं यह सबसे सरल मॉडल है यहां निहित धारणा मैं से एक यह है कि सभी त्रुटियां विश्वसनीयता वृद्धि में समान रूप से योगदान करती हैं जो हम अपने बुनियादी समझ से जानते हैं कि विभिन्न त्रुटियां विश्वसनीयता वृद्धि में अलग अलग योगदान देती हैं और इसलिए इस मॉडल के परिणाम बहुत सटीक नहीं होंगे एक और बुनियादी मॉडल है जेलिंसकी मोरंडा मॉडल फिर से लंबे समय से प्रस्तावित यहां मूल धारणा यह है कि विफलता की दर सॉफ्टवेयर में शेष दोषों की संख्या के लिए आनुपातिक है फिर से निहित धारणा यह है कि प्रत्येक त्रुटि एक ही दर पर विफलता का कारण बनती है तो विफलता की दर सॉफ्टवेयर में शेष दोषों की संख्या के लिए आनुपातिक है और हर बार एक त्रुटि में संशोधन की विश्वसनीयता एक स्थिर राशि से नहीं बढ़ती है हम यहां देख सकते हैं क्योंकि विफलता की दर सॉफ्टवेयर में शेष दोषों की संख्या के आनुपातिक है यदि n दोषों की संख्या है तो विफलता दर n का कार्य है यह आनुपातिक है तो आइए हम कहते हैं कि k n और बग का पता चलने के बाद विफलता की दर n ऋण 1 है k n ऋण 1 है हम देख सकते हैं कि विश्वसनीयता में सुधार यहां स्थिर नहीं है और बग की संख्या का एक कार्य है यहाँ शुरू में विश्वसनीयता में सुधार बग फिक्स पर कम होगा क्योंकि n बग में से हमने एक बग को ठीक किया था तो मूल रूप से 1 से n के लिए आनुपातिक है लेकिन अंत की ओर अगर दो बग हैं और हमने तय किया कि विश्वसनीयता वृद्धि अधिक होगी तो यह यहां की धारणा है इसका स्टेप फंक्शन मॉडल की तुलना में बेहतर है कि प्रत्येक बग फिक्स विश्वसनीयता की वृद्धि में अलग अलग योगदान देता है लेकिन फिर भी कई लघु चित्रण हैं जैसा कि हम कह रहे हैं कि सहज रूप से हम जानते हैं कि मुख्य भाग में जो बग हैं वे खोजते हैं जो विश्वसनीयता के बड़े विकास में योगदान करते हैं लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे सॉफ्टवेयर के नॉनकोर हिस्से पर बग का पता चलता जाता है और ये विश्वसनीयता में कम वृद्धि में योगदान करते हैं और इसलिए शुरू में विश्वसनीयता वृद्धि अधिक होनी चाहिए और बाद में विश्वसनीयता वृद्धि धीमी होनी चाहिए लेकिन यहां यह मॉडल ऐसा नहीं करता है जिन दोषों का पता लगाया और ठीक किया गया है उन्हें विश्वसनीयता वृद्धि में अधिकतम योगदान देना चाहिए और विश्वसनीयता वृद्धि की दर शुरू में बड़ी होनी चाहिए और बाद में धीमा हो जाना चाहिए और यह इस मॉडल की धारणा के विपरीत है और इसलिए यह मॉडल वास्तव में बहुत सटीक परिणाम नहीं देगा अब लिटिलवुड और वर्ल के मॉडल Littlewood and Verall's model को देखें दोनों मॉडलों में हमने अब तक देखा है स्टेप फंक्शन मॉडल और जेलिंस्की मोरंडा मॉडल दोनों यह माना जाता था कि बग फिक्स आदर्श है वह यह है कि जब बग फिक्स किया जाता है तो त्रुटि कम हो जाती है लेकिन वास्तव में एक त्रुटि पर पेश करने के लिए और इसलिए बग की संख्या वास्तव में बढ़ सकती है और इसलिए एक बग फिक्स पर विश्वसनीयता वास्तव में घट सकती है एक नकारात्मक विश्वसनीयता वृद्धि है यह वास्तव में व्यावहारिक रूप से होता है और लिटिलवुड और वर्ल के मॉडल Littlewood and Verall's model में यह ध्यान रखा जाता है नकारात्मक विश्वसनीयता वृद्धि कभी कभी हो सकती है जब संशोधन आगे त्रुटियों का परिचय देती है और यहां जैसा कि हम देख सकते हैं कि विश्वसनीयता में वृद्धि स्थिर नहीं है और प्रति संशोधन की विश्वसनीयता में औसत सुधार भी कम हो जाता है क्योंकि कभी कभी नकारात्मक विश्वसनीयता वृद्धि होती है ऐसा करने के लिए मॉडल विश्वसनीयता के लिए एक सही बग के योगदान को एक स्वतंत्र यादृच्छिक चर के रूप में मानता है जिसमें गामा वितरण होता है और यहाँ विश्वसनीयता के लिए बड़े योगदान के साथ बग को शुरू में माना जाता है और बाद में पाए जाने वाले बग की तुलना में उच्च विश्वसनीयता वृद्धि में इन योगदानों को हटा दिया जाता है इसलिए यह विश्वसनीयता वृद्धि की सहज समझ के साथ मेल खाता है यह कमज़ोर वापसी का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि परीक्षण जारी है और निश्चित रूप से यह मॉडल विश्वसनीयता वृद्धि के सहज विचार से मेल खाता है और इसलिए स्टेप फंक्शन मॉडल और जेलिंस्की मोरंडा मॉडल दोनों की तुलना में अधिक सटीक परिणाम देगा कई विश्वसनीयता विकास मॉडल हैं जो इन सरल विश्वसनीयता मॉडल के आधार पर प्रस्तावित किए गए हैं ये विश्वसनीयता वृद्धि के अधिक सटीक अनुमान प्रदान करते हैं लेकिन फिर हमारा एक परियोजना प्रबंधन पाठ्यक्रम होने के नाते हम वास्तव में बहुत परिष्कृत मॉडल पर चर्चा करने और उस पर समय बिताने के बजाय बुनियादी मॉडल की विश्वसनीयता वृद्धि पर बुनियादी विचार प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं इसलिए ये अधिक परिष्कृत मॉडल हमारी चर्चा के दायरे से बाहर हैं लेकिन यह देखते हैं कि कई दर्जनों मॉडल है प्रत्येक में कुछ सरलीकरण धारणाएं और कुछ यथार्थवादी धारणाएं हैं हम कैसे निर्धारित करते हैं कि किस मॉडल का उपयोग करना है क्या यह है कि सबसे अच्छा मॉडल है जो सभी अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाएगा जो सबसे अच्छा परिणाम देगा वास्तव में नहीं क्योंकि विश्वसनीयता वृद्धि उस विशिष्ट अनुप्रयोग पर निर्भर करती है जिस पर हम विचार कर रहे हैं बग वितरण कार्यों की संख्या सॉफ्टवेयर की जटिलता का समर्थन करता है और इसी तरह और इसलिए हम सीधे यह नहीं कह सकते हैं कि यह मॉडल इस प्रकार के सॉफ़्टवेयर के लिए उपयुक्त है लेकिन हम जो कर सकते हैं वह एक निश्चित समय अवधि में विफलता डेटा दिया जाता है हम इसे विकसित करने और इन विकास मॉडल के साथ मिलान करने का प्रयास कर सकते हैं यह सबसे सटीक रूप से मेल खाता है जो एक का उपयोग किया जाएगा और सबसे अच्छा फिट मॉडल लिया गया है और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित समय बीतने के बाद सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता क्या होगी अब आइए हम एक और तकनीक सांख्यिकीय परीक्षण तकनीक देखें यह एक परीक्षण प्रक्रिया है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन फिर यहाँ उद्देश्य बग का पता लगाना नहीं है यहाँ उद्देश्य विश्वसनीयता निर्धारित करना है और यदि कुछ बग्स का पता लगाया जाता है जो कि फोकस नहीं है लेकिन फिर यह अच्छा है कि कुछ बगों का पता लगाया जाए लेकिन यहाँ उद्देश्य सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता निर्धारित करना है और स्वाभाविक रूप से यहां टेस्ट केस डिजाइन दोष परीक्षण से अलग है एक बात हम यह कह सकते हैं कि यहाँ परीक्षण डेटा को सॉफ्टवेयर के परिचालन प्रोफाइल के आधार पर तैयार किया गया है चूंकि परीक्षण डेटा सॉफ्टवेयर के परिचालन प्रोफाइल के आधार पर परिभाषित किया गया है जो सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता के लिए संख्यात्मक मान देता है जो अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए सहमत है हमने कहा था कि एक सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता पर्यवेक्षक पर निर्भर है विभिन्न पर्यवेक्षकों के पास सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता का एक अलग अनुमान हो सकता है और हमने कहा था कि यह भ्रामक होगा यदि हम एक ही सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग विश्वसनीयता मान देते हैं तो अलग अलग वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए हमें केवल एक मूल्य देना होगा और जो मूल्य हम दे सकते हैं वह सभी उपयोगकर्ताओं का औसत है और जो ऑपरेशनल प्रोफाइल में यहाँ कैप्चर किया गया है यह औसत दर है जिस पर सॉफ्टवेयर के विभिन्न कार्यों को सभी उपयोगकर्ताओं को देखते हुए लागू किया जाता है हमने अपने पहले के व्याख्यानों में परिचालन प्रोफाइल के बारे में चर्चा की थी यहां हम अलग अलग कार्यात्मकताओं को देखते हैं जैसे हम कहते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ़्टवेयर में फ़ंक्शंस में दस्तावेज़ संपादन दस्तावेज़ प्रिंट फ़ाइल ऑपरेशन वगैरह का निर्माण हो सकता है और फिर हम परीक्षण डेटा का पता लगाते हैं जो प्रिंट फ़ाइल ऑपरेशन वगैरह को बनाने संपादित करने के लिए है और हम देखते हैं कि विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा सॉफ़्टवेयर का उपयोग कैसे किया जाता है हो सकता है कि हम एक छोटा सा लॉग कलेक्टिंग सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर के विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोगों के लॉग को एकत्रित करता रहेगा और वहां से हम यह पता लगा सकते हैं कि अलग अलग उपयोगकर्ताओं द्वारा इन अलग अलग कार्यों को लागू करने की दर क्या है और इस लॉग के आधार पर हम प्रत्येक इनपुट क्लास के लिए प्रायिकता मान दे सकते हैं प्रत्येक इनपुट क्लास मूल रूप से कुछ ऑपरेशन से संबंधित है और फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर की सभी कार्यक्षमताओं और उस वर्ग से चयनित होने वाले एक इनपुट मूल्य की संभावना होगी जो परिचालन प्रोफ़ाइल का निर्माण करेगा तो यहाँ सांख्यिकीय परीक्षण में पहला कदम सॉफ्टवेयर के परिचालन प्रोफाइल को निर्धारित करना है उपयोगकर्ता के पैटर्न को लॉग द्वारा कैप्चर किया जा सकता है और फिर हम प्रत्येक फ़ंक्शन के लिए प्रायिकता निर्दिष्ट करने के लिए विश्लेषण कर सकते हैं सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित है आमतौर पर हमारे पास सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित विभिन्न कार्य होंगे और कार्यात्मकताओं के लिए अलग अलग परिदृश्य भी होंगे और फिर हम फ़ंक्शन के लागू होने की संभावना देते हैं यह सॉफ्टवेयर की ऑपरेशनल प्रोफाइल परिभाषा बनाता है दूसरा चरण परीक्षण डेटा उत्पन्न करना है यहां परीक्षण डेटा परिचालन प्रोफ़ाइल के अनुरूप होना चाहिए हमारा मतलब यह है कि अगर 40 प्रतिशत 04 F1 कार्यक्षमता के पहले परिदृश्य की संभावना है तो हमारे परीक्षण सूट में हमारे पास 40 प्रतिशत परीक्षण मामले होने चाहिए जहां F1 F11 परिदृश्य पर लागू होता है इसी प्रकार कार्यक्षमता F1 के F12 परिदृश्य की संभावना 01 है और इसलिए परीक्षण मामलों के 10 प्रतिशत F1 कार्यक्षमता के F12 परिदृश्य के अनुरूप होना चाहिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यदि हम परीक्षण सूट का विश्लेषण करते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर के वास्तविक उपयोग के साथ एक पत्राचार करना चाहिए दोष परीक्षण में हम ऐसा नहीं करते हैं हम केवल अनुमान लगाते हैं कि दोष कहां हो सकता है और हम परीक्षण मामलों को डिजाइन करते हैं यहां हम ऐसा नहीं करते हैं यहां उपयोगकर्ता के पैटर्न के आधार पर हम परीक्षण डेटा उत्पन्न करते हैं यदि F1 कार्यक्षमता के F11 परिदृश्य में हमारे परीक्षण सूट डिजाइन में 04 की संभावना है तो हम परीक्षण मामलों के 40 प्रतिशत परीक्षण मानों के साथ डिज़ाइन करते हैं जो F1 कार्यक्षमता के F11 परिदृश्य के अनुरूप हैं और चरण 3 में वास्तव में परीक्षण मामलों का उपयोग करके सॉफ़्टवेयर का निष्पादन किया जाता है और विफलताओं का पता लगाया जाता है लेकिन फिर घड़ी का समय मापना सही बात नहीं हो सकती है हमें वास्तव में निष्पादन समय को मापना चाहिए जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बहुत तेजी से चलता है प्रत्येक कार्यक्षमता यह आमतौर पर मिलीसेकंड में पूरी होती है लेकिन मानव इनपुट हमें यह कह सकता है कि आप कई सेकंड या मिनटों में इनपुट दे सकते हैं और इसलिए अधिकांश समय सॉफ्टवेयर प्रत्येक इनपुट पर बेकार हो जाता है और यह बहुत कम समय के लिए चलता है और फिर अगले इनपुट के लिए निष्क्रिय हो जाता है इसलिए हमारे पास कुछ साधन होना चाहिए जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर की वास्तविक रन टाइम जानकारी एकत्र करते हैं और यह कि हम अपने विफलता डेटा प्लॉट साजिश करते हैं हम मानते हैं कि विफलता का समय केवल घड़ी का समय नहीं है घड़ी के समय का उपयोग करने के परिणामस्वरूप हम बहुत ही गलत विश्वसनीयता अनुमान लगा सकते हैं और आखिरकार सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संख्या में विफलताओं के बाद देखा गया है कि विश्वसनीयता की गणना की जा सकती है कि कितनी कार्यात्मकताएं लागू की गईं और कितनी असफलताएं जहां देखी गई थीं इत्यादि यहां परिणाम अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए सहमत होने की संभावना है क्योंकि परीक्षण डेटा को संचालन प्रोफ़ाइल के आधार पर परिभाषित किया गया है हम इस व्याख्यान के अंत में हैं हम यहां रुकेंगे और अगले व्याख्यान में जारी रहेंगे धन्यवाद